अब मैं एक उदाहरण लेती हूं आइए मान लें कि हमें यह सर्किट दिया गया है जिसमे ऑप एम्प के टर्मिनल्स को साइन्स असाइन नहीं किये गए है यह एक सर्किट है जिसे हम पहले से जानते है हमने इसे प्राप्त किया है मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑप एम्प में नेगेटिव फीडबैक के लिए कौन से साइन्स होने चाहिए लेकिन अब हम वेरीफाई करेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा है इसलिए हम साइन्स के बारे में कुछ भी नहीं मानेंगे मैं उन्हें A और B लेबल करूंगी मुझे यह पता लगाना होगा कि A ऑप एम्प का पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए या ऑप एम्प का नेगेटिव टर्मिनल तो पहला स्टेप क्या है पहला स्टेप यह है कि मैं ऑप एम्प को हटा दूंगी और जहां भी ऑप एम्प का आउटपुट था उसे मैं Vtest के साथ चलाती हूं वैसे यह A है और यह B है मैंने सर्किट में स्वतंत्र इनपुट्स को भी 0 पर सेट किया है इस मामले में मैंने इसे Vi के रूप में दिखाया है इसका वास्तव में मतलब है कि वोल्टेज स्रोत Vi उस तरह से जुड़ा हुआ है और मैंने इसे 0 पर सेट किया है इसलिए अगर मैं Vi को 0 पर सेट करती हूं तो मैं इसे ग्राउंड से शॉर्ट सर्किट करती हूं और फिर डिफरेंस वोल्टेज VAB निकालती हु अब यह एक अत्यंत साधारण सर्किट है इसलिए यदि मेरे पास इस पॉइंट को Vtest ड्राइव कर रहा है तो इस पॉइंट पर मेरे पास Vtest का एक अंश होगा जो Vtest K है VAB यह नोड A और B पर वोल्टेज के बीच का अंतर है VA नोड A पर वोल्टेज 0 है नोड B पर वोल्टेज Vtest k है तो VAB 0 Vtest k है जो कि 1k×Vtest है तो स्पष्ट रूप से प्रोपोरशनालिटी कांस्टेंट α यहां 0 है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था इसका मतलब है कि टर्मिनल A को पॉजिटिव टर्मिनल और टर्मिनल B को ऑप एम्प का नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए दूसरे शब्दों में मैं साइन्स को उसी तरह निर्दिष्ट करूंगी और पहले मैंने उन साइन्स का उपयोग किया था हम जानते है कि वे सही है लेकिन इस विश्लेषण को करने से आपको पता चलता है कि वे सही है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते है यह VAB ऑप एम्प का इनपुट है जो कि 1 K×Vtest है दूसरे शब्दों में कल्पित साइन्स के अनुसार यह Vd है और यदि मैं Vd का मूल्यांकन V0 जो ऑप एम्प का आउटपुट वोल्टेज है और Vi के संदर्भ में करती हु तो मुझे क्या मिलेगा यह वोल्टेज V0 K है और यह वोल्टेज Vi है तो Vd Vi V0 K या मूल रूप से यह 1 K × V0 Vi है अब Vi का हिस्सा जो Vd में आता है यह विश्लेषण करने के लिए प्रासंगिक नहीं है कि क्या ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में है हम देख सकते है कि ऑप एम्प का डिफरेंस इनपुट अपने स्वयं के आउटपुट का ऋणात्मक गुणक प्राप्त करता है तो इसका मतलब है कि ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में है तो यह दर्शाता है कि हमारा एल्गोरिदम ठीक से काम करता है अब सामान्य तौर पर ऑप एम्प को हटाना स्रोत को लागू करना और बाकी सर्किट का विश्लेषण करना आसान होता है इस मामले में शेष सर्किट सरल था लेकिन कुछ मामलों में यह काफी जटिल हो सकता है एक और बात है जो मैं कहना चाहती हूं कभी कभी यह कहा जाता है कि अरे देखो आउटपुट यहाँ है और फीडबैक को टर्मिनल B पर ले जाया गया है हम नेगेटिव फीडबैक चाहते है तो टर्मिनल B नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि टर्मिनल B में कुछ वापस कर दिया जाता है अगर B नेगेटिव है तो नेगेटिव फीडबैक है लेकिन ऐसा तर्क गंभीर रूप से फ्लॉप है मैं आपको जल्द ही एक उदाहरण दिखाऊंगी अब एक बात यह है कि ऐसे सर्किट हो सकते है जिनमें ऑप एम्प के दोनों इनपुट किसी तरह से आउटपुट से जुड़े हो सकते है तो इस मामले में टर्मिनल A ऑप एम्प के आउटपुट से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं है केवल टर्मिनल B इस नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है लेकिन ऐसे सर्किट हो सकते है जहां दोनों जुड़े हुए है यह वही है जो मैंने दिखाया कि ऑप एम्प के दोनों टर्मिनलों को ऑप एम्प के आउटपुट से फीडबैक मिल सकता है तो उस स्थिति में आप निश्चित रूप से इस तर्क का उपयोग नहीं कर सकते है और यहां तक कि जब टर्मिनल में से केवल एक ही इसे प्राप्त कर रहा है तो आप यह नहीं कह सकते कि जो भी टर्मिनल पर वायर वापस आ रहा है वह नेगेटिव टर्मिनल है इसका एक बहुत ही सरल उदाहरण मैं अभी दिखाने जा रही हूँ तो मुझे सर्किट को थोड़ा परिवर्तित करने दें और मुझे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स जिसका गेन 1 है और फीडबैक को डालने दे मैं इसे Vx कहूंगी और यह 1×Vx है यह मेरा सर्किट है और मैं अपना इनपुट वोल्टेज Vi यहां पर अप्लाई करती हूं और मैं वहां आउटपुट लेती हूं अब हम ऑप एम्प के लिए सही साइन्स प्राप्त करने के लिए सर्किट का विश्लेषण करते है ताकि यह नेगेटिव फीडबैक में हो तो हमेशा की तरह ये A और B है और यह VAB है और पहला स्टेप यहां Vtest अप्लाई करना है और Vi को भी 0 पर सेट करना है तो नोड A पर वोल्टेज 0 वोल्ट है देखते है कि नोड B पर यह वोल्टेज क्या है अगर मैं यहां Vtest अप्लाई करती हूं तो हमारे पास एक रेसिस्टिव डिवाइडर है और पहले जैसे ही रेसिस्टर्स R और R है तो इस बिंदु पर हमें Vtest K प्राप्त होता है अब मेरे पास एक कंट्रोल सोर्स है जिसका गेन 1 है इसका मतलब है कि इस बिंदु पर मेरे पास यह Vx Vtestk है तो इस बिंदु पर मेरे पास Vtestk है तो वोल्टेज VAB 0 है जो नोड A पर वोल्टेज नोड B पर वोल्टेज है जो कि माइनस Vtest k है तो यह 1 K × Vtest है इसलिए यह पहले की तरह वोल्टेज का समान परिमाण है लेकिन चिन्ह उल्टा है अब एल्गोरिथ्म के अनुसार मैंने स्पष्ट रूप से वर्णित किया है यह α0 है और आपको A को नेगेटिव टर्मिनल और B को पॉजिटिव टर्मिनल असाइन करना होगा इसलिए अगर मेरे पास फीडबैक में 1 के गेन के साथ एक कंट्रोल्ड सोर्स है जहां यह Vx है तो आप निश्चित रूप से यह तर्क नहीं दे सकते कि अरे देखो ऑप एम्प के इस टर्मिनल पर फीडबैक आ रहा है यह नेगेटिव फीडबैक है वास्तव में B पॉजिटिव होना चाहिए इस सर्किट के लिए सही साइन्स और है तो उस अस्पष्ट तर्क का उपयोग न करें कि वायर जिस भी टर्मिनल पर लौट रहा है वह नेगेटिव टर्मिनल है ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में होने के लिए यह पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है तो विधि बहुत आसान है आप इसे व्यवस्थित रूप से विश्लेषण कर सकते है जैसा कि मैंने पहले वर्णित किया था और मैंने इसे एक उदाहरण के साथ भी दिखाया था तो किसी भी सर्किट के लिए जिसमे आप ऑप एम्प के साइन्स निर्धारित करना चाहते है कृपया इस पद्धति का उपयोग करें